मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है तो इस मॉड्यूल में हम एक और प्रतिमान या अनुमान की एक नई तकनीक को देखना शुरू करेंगे जिसे सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन कहा जाता है तो चलिए सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन को देखना शुरू करते हैं मूल रूप से सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन है निरंतर अनुमान कैसे लगाते रहना है जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह अनुमान क्रमिक रूप से किया जा रहा है जिसका अर्थ है कि जब अवलोकन आते हैं तब अनुमान लगातार अपडेट किया जाता है तो सब ठीक है तो मूल रूप से इसका मतलब है कि आपका अनुमान आपके पास एक ठीक अनुमान नहीं है लेकिन अनुमान को अपडेट किया जा रहा है और यह अनुमान को अपडेट करने वाला कीवर्ड है अपडेट किए गए अनुमान को नई टिप्पणियों के साथ लगातार अपडेट किया जा रहा है हाँ नई टिप्पणियों के साथ और यह वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है क्योंकि हर समय नए अवलोकन होते हैं जो नए ट्रांसमिशन किए जा रहे हैं और नए प्राप्त आउटपुट सिम्बल्स प्राप्त कर रहे हैं इसलिए हर नए आउटपुट सिम्बल्स के साथ कोई मूल रूप से चैनल कॉफिशिएंट के अनुमान को अपडेट कर सकता है ठीक है तो अनुमान को लगातार अपडेट करने के भौतिक सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन का यह प्रतिमान वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत प्रासंगिक है इसलिए मूल रूप से यह वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत प्रासंगिक है यह वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप के लिए बहुत प्रासंगिक है क्योंकि पायलट सिंबल्स आ रहे हैं या पायलट आउटपुट लगातार आ रहे हैं या पायलट आउटपुट उपलब्ध हैं हम कहते हैं कि वे क्रमिक रूप से उपलब्ध हैं ठीक है वे क्रमिक रूप से उपलब्ध हैं और यहाँ पर यह महत्वपूर्ण शब्द है कि वे सभी एक ही समय में उपलब्ध नहीं हैं लेकिन वे क्रमिक रूप से इस अर्थ में उपलब्ध हैं कि एक पायलट सिंबल ट्रांसमिट होता है एक पायलट आउटपुट का अवलोकन होता है जिसके आधार पर आप अनुमान की गणना करते हैं और अगले ही पल आपके पास एक और पायलट सिंबल है जो ट्रांसमिट होता है और हमारे पास एक संबंधित पायलट आउटपुट है इसलिए किसी को नए अनुमान की गणना करने की आवश्यकता नहीं है या किसी को पूरे अनुमान को फिर से गणना करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि कोई भी पिछले अनुमान को अपडेट कर सकता है और यह वास्तव में यहाँ कीवर्ड है इसके बजाय हर तत्काल समय पर अनुमान की फिर से गणना करने की बजाय केवल पिछले तत्काल समय से अनुमान को अपडेट किया जा सकता है तो आइए हम संक्षेप में बताते हैं कि पुनर्गणन के बजाय सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन क्या है बस पिछले तत्काल समय से अनुमान को तुरंत अपडेट करें बस अनुमान को अपडेट करें और यह वास्तव में कुंजी है जो अनुमान को अपडेट करने के लिए है आप पिछले तत्काल समय से अनुमान को तुरंत कैसे अपडेट करते हैं और इसे समझने के लिए हम अपने उदाहरण पर वापस जाते हैं आइए इसे एक उदाहरण की मदद से स्पष्ट करने के लिए इसे देखें ठीक है या एक निश्चित अनुमान परिदृश्य जिसे हमने पहले ही माना है आइए हम चैनल ऐस्टीमेशन पर वापस जाएं जहां हम फेडिंग वायरलेस चैनल कॉफिशिएंट का अनुमान लगा रहे थे तो आइए हम वायरलेस चैनल या वायरलेस फेडिंग चैनल के लिए वायरलेस सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन को स्पष्ट करते हैं तो आइए हम इसे एक सीक्वेन्शिअल वायरलेस चैनल ऐस्टीमेशन कहते हैं और याद रखते हैं वायरलेस चैनल के आकलन में कुछ ऐसा है जो हमने वर्णित किया है हमारे पास ट्रांसमीटर है यह आपका ट्रांसमीटर है आपके पास आपका रिसीवर है यह आपका रिसीवर है आइए हम उस सरल परिदृश्य पर विचार करते हैं जहां हमारे पास एक ट्रांसमिट एंटीना है जहां हमारे पास एक रिसीवर एंटीना है इसलिए ये मूल रूप से एंटीना और उनके बीच का चैनल है ट्रांसमीटर और रिसीवर को फेडिंग कॉफिशिएंट द्वारा दर्शाया जाता है यह h यदि आप पिछले मॉड्यूल से याद रख सकते हैं तो यह आपका फेडिंग कॉफिशिएंट या फेडिंग चैनल कॉफिशिएंट है तो h फेडिंग चैनल कॉफिशिएंट है h मूल रूप से आपका चैनल कॉफिशिएंट है और इस फेडिंग चैनल कॉफिशिएंट h के आकलन का अनुमान है इसे चैनल ऐस्टीमेशन कहा जाता है जो कि वायरलेस चैनल ऐस्टीमेशन है अतः h के आकलन को वायरलैस चैनल का अनुमान कहा जाता है हम इस छोर की ओर प्रेषित करते हैं हम पायलट सिंबल x k को इस से संचारित करते हैं और इसी पायलट आउटपुट सिम्बल y k को प्राप्त करते हैं ठीक है और इसके लिए सिस्टम मॉडल को व्यक्त किया जा सकता है यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले ही देख लिया है जो कि y k बराबर है h जो कि आपके फेडिंग चैनल कॉफिशिएंट गुना x k v k है और यहाँ अलग अलग मात्राएँ क्या हैं y k तत्काल समय k पर प्राप्त आउटपुट सिम्बल है यह समय k पर प्राप्त आउटपुट सिम्बल है h फेडिंग कॉफिशिएंट है x k समय k पर ट्रांसमिटेड पायलट सिंबल है और v k क्योंकि हम पहले से ही परिचित हैं यह IID गौसियन नॉयस मीन 0 है इसलिए यह नॉयस सैंपल है और हम IID गौसियन नॉयस मीन को 0 के बराबर और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर के बराबर मान रहे हैं ठीक है तो हमारे पास एक ही परिचित मॉडल है जो y k है h गुना x k v k y k आउटपुट सिम्बल है और h चैनल कॉफिशिएंट है x k kth ट्रांसमिटेड पायलट सिंबल है और v k नॉयस सैंपल है बिलकुल सही है और अब हम पहले की तरह N पायलट सिंबल्स कैपिटल N पायलट सिंबल्स के ट्रांसमिशन पर विचार करते हैं और फिर हम करेंगे फिर हम इसे अपनाएंगे या हम सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन परिदृश्य के लिए इस मॉडल को संशोधित करेंगे ठीक है तो पहले की तरह ही यह हिस्सा भी पहले जैसा है N पायलट सिंबल्स के ट्रांसमिशन पर विचार करें कैपिटल N पायलट सिंबल्स के ट्रांसमिशन पर विचार करें और इसलिए हम प्राप्त सिम्बल लिख सकते हैं y 1 बराबर h गुना x 1 v 1 y 2 बराबर h गुना x 2 v 2 y N बराबर h गुना x N v N सभी सही ये N प्राप्त किए गए आउटपुट हैं ये N प्राप्त पायलट आउटपुट हैं x 1 x 2 x N N ट्रांसमिटेड पायलट सिम्बल्स हैं ये क्या हैं ये आपके N ट्रांसमिटेड पायलट सिम्बल्स हैं अब हम एक वेक्टर द्वारा इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं मैं इसे आपके वेक्टर y bar के रूप में लिख सकती हूं y 1 y 2 y N यह आपका वेक्टर y bar है यह आपका N डाइमेंशनल वेक्टर है x 1 x 2 x N पायलट वेक्टर है यह x bar है जो आपका पायलट वेक्टर v 1 v 2 v N है जो नॉयस कारक v bar है तो अब मैं इसे लिख सकती हूं और यह भी कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले वेक्टर नोटेशन का उपयोग करके देखा है या मुझे x bar गुना h v bar करने दें तो यह y bar n क्रॉस 1 वेक्टर आउटपुट है x bar यह क्या है यह आपका N क्रॉस 1 पायलट वेक्टर है h निश्चित रूप से चैनल कॉफिशिएंट है v bar N क्रॉस 1 पॉइंट वेक्टर है और यह भी कुछ ऐसा है जो हम पहले ही देख चुके हैं कि आपके पास y bar बराबर x bar गुना h चैनल कॉफिशिएंट है v bar जहां x bar N डाइमेंशनल पायलट वेक्टर है ठीक है और फिर हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुडअनुमान की गणना की ठीक है मैक्सिमम लाइक्लीहुड अनुमान जो संभावना को अधिकतम करता है वह है h hat जो बराबर होता है x bar ट्रांसपोज़ y bar जिसे x bar ट्रांसपोज़ x bar द्वारा विभाजित किया जाता है जो मानक x bar स्क्वायर है मैं इसे अब सबमिशन के रूप में लिख सकती हूं हमने इसे पहले भी देखा है सबमिशन k 1 से N x k y k विभाजित है सबमिशन k 1 से N x k के वर्ग से ठीक है मानक x bar स्क्वायर वेक्टर स्क्वायर का मानक मूल रूप से सबमिशन k 1 से N x k वर्ग के बराबर है ठीक है अब हम एक छोटा सा संशोधन करने जा रहे हैं बिल्कुल संशोधन नहीं नोटेशन में एक साधारण बदलाव इस अनुमान को h hat कहने के बजाय हम इसे h hat N का अनुमान कहेंगे जो कि तत्काल समय कैपिटल N का अनुमान है जो कि पायलट सिंबल्स x 1 x 2 से x N पर आधारित है सब ठीक है इसलिए सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन के प्रतिमान में क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं लेकिन हम अनुमान को हर बार तत्काल समय पर अपडेट कर रहे हैं तो अनुमान भी अब तत्काल समय की विशेषता है तो h hat h hat N बन जाता है जो यह दर्शाता है कि यह तत्काल समय N का अनुमान है ठीक है और इसकी तत्काल समय पर ट्रांसमिटेड पायलट सिंबल्स x 1 x 2 से x N के आधार पर गणना की जाती है तो हम जो कह रहे हैं वह अनुमान है अब सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन परिदृश्य में यह निरंतर प्रक्रिया है सही है इसलिए हर तत्काल समय पर हम गणना करने जा रहे हैं हम हर बार तत्काल समय के अनुरूप अनुमान को अपडेट करने जा रहे हैं मूल रूप से जैसे पायलट सिंबल्स आ रहे हैं वैसे पायलट आउटपुट आ रहे हैं हम लगातार अपने अनुमान को अपडेट करते रहेंगे इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी अनुमान नहीं है लेकिन हर बार तत्काल समय पर एक अनुमान होता है और यह अनुमान h hat तत्काल समय कैपिटल N में h hat N से निरूपित कर रहे हैं जो मूल रूप से ट्रांसमिटेड पायलट सिम्बल्स छोटे x 1 छोटे x 2 से छोटे x N तक की गणना करते हैं और निश्चित रूप से अनुरूप पायलट आउटपुट के अवलोकन प्राप्त करते हैं जो कि मूल रूप से छोटे y 1 छोटे y 2 छोटे y N हैं मुझे संबंधित पायलट सिंबल्स का भी उल्लेख करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से यह अवलोकन अनुमानों की गणना लगाने के लिए भी उपयोग किया जाना है तो अब तत्काल समय N पर अनुमान का वेरिएंस याद रखें हमने वेरिएंस की भी गणना की है यह तत्काल समय N पर वेरिएंस है यह बराबर है हम इसे P N से निरूपित करते हैं और हम जानते हैं कि यह वेरिएंस तत्काल समय N पर होता है यह P N है जो मूल रूप से मानक x bar स्क्वायर द्वारा विभाजित सिग्मा स्क्वायर के बराबर है सिग्मा स्क्वायर को सबमिशन k 1 से N x k स्क्वायर से विभाजित किया गया है तो मूल रूप से आपके पास P N हैं तत्काल समय N पर वेरिएंस बराबर सिग्मा स्क्वायर को सबमिशन k 1 से N x k स्क्वायर से विभाजित किया गया है और यह क्या है यह तत्काल समय N पर अनुमान का वेरिएंस है तत्काल समय N पर अनुमान का वेरिएंसI इसलिए हमारे पास 2 चीजें हैं एक हमारे पास h hat N है जो कि तत्काल समय N पर अनुमान की गणना है I और फिर हमारे पास P N है जो मूल रूप से तत्काल समय N पर अनुमान का वेरिएंस है अब इन 2 के आधार पर हम तत्काल समय N 1 पर अनुमान को अपडेट कर देंगे जो अगली बार का तत्काल समय है इसलिए अगली बार तत्काल समय के लिए अब पायलट सिंबल x 1 के ट्रांसमिशन पर विचार करें अगली बार तत्काल समय के लिए पायलट सिंबल्स x N 1 के ट्रांसमिशन पर विचार करते हैं जो कि तत्काल समय N 1 में पायलट सिंबल है और संबंधित प्राप्त सिम्बल अवलोकन y N 1 हो सकता है इसलिए संबंधित अवलोकन पर विचार करें इसी अवलोकन को y N 1 मान ले जो मूल रूप से यह बताता है कि आपका y N 1 बराबर होता है जिसका अर्थ है y N 1 बराबर h गुना x N 1 v N 1 के यह मॉडल तत्काल समय N 1 के लिए है यह अगले तत्काल समय N 1 के लिए मॉडल है ठीक है इसलिए हमारे पास y N 1 है जो तत्काल समय कैपिटल N 1 पर पायलट सिंबल रिसीव्ङ आउटपुट सिंबल है जो कि ट्रांसमीटर द्वारा तत्काल समय N 1 पर ट्रांसमिटेड पायलट सिंबल x N 1 के अनुरूप होता है तो अब हमें इसे अपडेट करना है इसलिए अब हमारे पास नया अवलोकन y N 1 है और इसलिए इस अवलोकन के आधार पर हमें तत्काल समय N 1 पर h hat N 1 के अनुमान को अपडेट करना होगा इसलिए इस नए अवलोकन के आधार पर इसलिए अब सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन में अब यह कार्य है कि हमें x N 1 और y N 1 के आधार पर h hat N और h hat N 1 को अपडेट करने की आवश्यकता है और अब आप मूल रूप से देख सकते हैं कि तत्काल समय N 1 पर पायलट अनुमान देखना बहुत आसान लगता है आइए पहले हम इसे इस तरह से लिखते हैं h hat N 1 बराबर है सबमिशन k 1 से N 1 x k y k जो विभाजित है सबमिशन k 1 से N 1 x k के वर्ग से ठीक है यह कुछ वैसा ही है जैसा हमने उस समय लिखा था जिसमे सबमिशन k 1 से N की बजाय 1 से N 1 के बराबर है h hat N 1 बराबर है सबमिशन k 1 से N 1 x k y k जो विभाजित है सबमिशन k 1 से N 1 x k के वर्ग से और वास्तव में यह कुछ ऐसा है जो हमारे पास है जो हमारे पास यहाँ लिखा है तत्काल समय N के लिए हमारे पास सबमिशन k 1 से N x k y k जो विभाजित है सबमिशन k 1 से N x k के वर्ग से N के बजाय अब मूल रूप से हम तत्काल समय N 1 पर कार्य कर रहे हैं हम सूचकांक बदल रहे हैं सबमिशन की सीमा को बदलकर N 1 कर हम अब N 1 ट्रांसमिटेड पायलट सिंबल्स और N 1 प्राप्त आउटपुट सिम्बल्स शामिल कर रहे हैं हालाँकि यह सही दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि हम फिर से पूरा अनुमान लगा रहे हैं याद करें कि पूरा विचार तत्काल समय N 1 पर पूरे अनुमान को फिर से जोड़ने के बजाय h hat N जो कि उस समय N का अनुमान है और P N तत्काल समय N पर अनुमान का वेरिएंस का उपयोग करना था I और यही वह है जो हम धीरे धीरे करने जा रहे हैं यही वह है जो हम करना चाहते हैं मूल रूप से हम फिर से करना चाहते हैं हम इस अनुमान को तत्काल N 1 पर दोबारा नहीं देना चाहते हम तत्काल समय N में समझदारी से पहले से मौजूद पहले से ही गणित h hat N का उपयोग करना चाहते हैं और यही हम करना चाहते हैं हम जो करना चाहते हैं वह पूरे अनुमान के अपडेट को फिर से स्थापित करने के बजाय हम आपके h hat N और P N के आधार पर अनुमान को अपडेट करना चाहेंगे h hat N अनुमानित समय इंस्टेंट N है यह आपका तत्काल समय N का अनुमान है और P N तत्काल समय N पर अनुमान का वेरिएंस है इसलिए हम जो कर रहे हैं वह मूल रूप से है जिसका हमने सीधा अनुमान लगाया है जो मूल रूप से तत्काल समय N 1 पर पूरे अनुमान का पुनर्गणन कर रहा है लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं हम वास्तव में पिछले अनुमान को समझदारी से अपडेट करना चाहते हैं तत्काल समय N पर h hat N है और तत्काल समय पर वेरिएंस P N का उपयोग करते हुए ठीक है इसलिए इस मॉड्यूल में जो हमने किया है हमने इस नई अवधारणा को इस नए सीक्वेन्शिअल एस्टिमेशन ढांचे में पेश किया है जहां हम किसी एक अनुमान की गणना नहीं कर रहे हैं बल्कि हम हर बार तत्काल समय पर अनुमान लगा रहे हैं हम इसे देख रहे हैं हमने इसके लिए वायरलेस फ़ेडिंग चैनल के ऐस्टीमेशन के संदर्भ में मॉडल पेश किया है जब आप तत्काल समय N पर h hat N या फ़ेडिंग चैनल कॉफिशिएंट h और वेरिएंस P N पर विचार करते हैं और बाद में हमने भौतिक रूप से N 1 पायलट सिंबल x के ट्रांसमिशन और N 1 के संबंधित प्राप्त अवलोकन या माप y को भी माना है और इसका उपयोग करते हुए हम अब मूल रूप से तत्काल समय N 1 पर सीक्वेन्शिअल एस्टिमेट h Hat N 1 की गणना करना चाहते हैं ठीक है यह हम बाद के मॉड्यूल में करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद